सभी को नमस्कार पिछले लेक्चर में हमने फिल्टर के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी तो हम जल्दी से प्रारंभ करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था हमने आदर्श फिल्टर के रिस्पांस के साथ प्रारंभ किया था यहां पर आदर्श लो पास फिल्टर का रिस्पांस है जो ωc तक की सभी फ्रीक्वेंसी को पास करता है और बाकी सभी को रोकता है एक हाई पास फिल्टर ωc से ज्यादा सभी फ्रीक्वेंसी को पास करता है एक बैंड पास फिल्टर ωc1 और ωc2 के मध्य की सभी फ्रीक्वेंसी को पास करता है तथा एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर अथवा बैंड्सटॉप फिल्टर ωc1 और ωc2 के मध्य की सभी फ्रीक्वेंसी को रोकता है इसके बाद हमने RC फिल्टर के एक आसान उदाहरण को देखाऔर मैंने बताया की हम माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर RC फिल्टर का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यहां यह Rअतिरिक्त नुकसान देता है तो हम सामान्यता RCफिल्टर की जगह इंडक्टर और कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं जहां एक कैपेसिटर से प्रारंभ कर सकते हैं इसके बाद इंडक्टर को लेते हैं अथवाहम इंडक्टर के साथ प्रारंभ कर सकते हैं और फिर इसके बाद कैपेसिटर को लेते हैं तो अब उद्देश्य इन g पैरामीटर g1 g2 g3 और इतने पर पता लगाने के लिए है इसके बाद हमने चार अलग अलग प्रकारों को देखाएक मैक्सिमली फ्लैट अथवा बटरबर्थ फिल्टर था जिसका रिस्पांस यहां वक्र में दिखाया गया है इसके बाद हमने इक्यूरिपल अथवा चेबीशेव फिल्टर देखा जिसका रिस्पांस पासबैंड में इक्यूरिपल होता है और फिर बाद में बटरवर्थ फिल्टर की तुलना में शीघ्र ट्रांजिशन होता है इसके बाद हमने वेसल फिल्टर भी देखा था लेकिन हमने देखा कि इसका रिस्पांस अगर हम एंप्लीट्यूड रिस्पांस की बात करें तो बहुत ही खराब है यद्यपि फेज रिस्पांस लगभग ठीक है लेकिन मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम लोग बेसल फिल्टर का उपयोग करते हैं चूंकि इसकामुख्य कारण हैइसका धीमा रिस्पांसहै सामान्य रूप में एलिप्टिक फिल्टर पास बैंड और स्टॉप बैंड दोनों में ही इक्यूरिपल देता है लेकिन एलिप्टिक फिल्टर से यह लाभ है की पास बैंड से स्टॉप बैंड में रिस्पांस ट्रांजिशन बहुत तेजी से होता है तो मान लीजिए की एक जैसे5th आर्डर के लिए यह मैक्समली फ्लैट का रिस्पांस है यह इक्यूरिपल का रिस्पांस है जबकि एलिप्टिक फिल्टर के लिए रिस्पांस तीव्र होगा और यह कुछ इस तरह होगा तथा इसके बाद यहां इस क्षेत्र में कुछ रिपल होंगे और यहाँ से हमने वास्तव में एक और बात की जिसमें फ्रीक्वेंसी ω1 पर अटेंन्यूशन को परिभाषित किया तो अगर कटऑफ फ्रिकवेंसी ωc है सामान्यता यह बातचीत होता है की दी गई फ्रिकवेंसी पर कितना अटेंन्यूशन मिल रहा है क्योंकि हो सकता है कि यहां पर कुछदखल देने वाले सिग्नल हो जिनको 20 dB या 30 dB या इससे अधिक एटीन्यूट करने की आवश्यकता हो तथा फिल्टर के आर्डर को इस विशेष समीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें दोनों तरफ log लेते हैं और n के लिए हल करते हैं इसके बाद हमने g पैरामीटर को देखा तो बटरवर्थ के लिए g पैरामीटर कैसे पता करें

20 dB तो आप संख्यात्मक वैल्यू में परिवर्तित नहीं करते हैं यह परिवर्तन इस विशेष समीकरण के द्वारा किया जाता है तो ठीक यहां पर 20 आया इसके बाद ω1 के लिए 1 GHz की फ्रीक्वेंसी पर हम 20 dB का अटेंन्यूशन चाहते हैं तो यह MHz के पदों में 1000 है इसे ωc जो कि 400 MHz है से भाग देते हैं तो अब यहां क्या आता है बेशक यहां 251आया फिल्टर के आर्डर के लिए हम वास्तविक संख्या लेते हैं तो यहां इसकी तुलना में इससे कुछ ज्यादा वैल्यू लेते हैं तो हम n के लिए 3 को चुनते हैं तो g पैरामीटर को प्राप्त करना अगला कदम हो सकता है तो हम जानते हैं कि g0के बराबर gn1हैऔर यहां n की वैल्यू 3है तो इनपुट और आउटपुट का सोर्स इंपेडेंस 1 के बराबर है अगली लाइन में हम इंपेडेंस स्केलिंग के साथ साथ फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करेंगे इसके बाद अब g पैरामीटर g1 g2 g3 को प्राप्त करते हैं यहां n की वैल्यू 3है यह वैल्यू रखते ही g पैरामीटर प्राप्त होते हैं जोकि 1 2 1 हैं चलो अब इंपेडेंस और फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करते हैं यहां हमने पहला घटक कैपेसिटर और इसके बाद इंडक्टर तथा कैपेसिटर लिया अब इस डिजाइन को देखोतो L1 के बराबर L3 है वहां हमने R0 लिखा है लेकिन R0 यहां Z0 के बराबर है जिसकी वैल्यू 50 है और हमने देखा कि g1 के बराबर g3 है तो यह 1 के बराबर है ωc क्या है

F0 पास बैंडरिपल सेसंबंधित स्थिरांक है तो सामान्यता बोले अगर आप लो फ्रिकवेंसी घटक को देख रहे हैं अधिकांशत इन्हें पास बैंड रिपल में माईनस 3 dB से परिभाषित करते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं माईनस 3 dB पासबैंड के लिए एक चेबीशेव फिल्टर कभी भी डिजाइन नहीं होता है ठीक है इसका कारण यह है कि S21 के लिए S11 के लिए माईनस 3 dB के अनुरूप होगा तो इसका मतलब है कि पासबैंड में केवल आधी पावर प्रेषित होगी बाकी आधी पावर वापस हो जाएगी तो अधिकांश था जब हम माइक्रोवेव फिल्टर डिजाइन करते हैंतब हम कभी भी पासबैंड रिपल 05 dB से अधिक के लिए चेबीशेव रिस्पांस डिजाइन नहीं करते 05 dBकाकटऑफ क्यों लेते हैं कल में पासबैंड रिपल 05 dB S11के अनुरूप लगभग माईनस 10 dB के बराबर है अथवा VSWR लगभग 2 के बराबर है तो यहां F0के लिए समीकरण है F010Lr10 1 Lrरिपल अटेंन्यूशन है पासबैंड में और जैसा कि मैंने बताया था Lr को 3 dB नहीं लेते हैं सामान्यता जो लोअर फ्रीक्वेंसी पर करते हैं वह माइक्रोवेव फ्रिकवेंसी पर कभी नहीं करते हैं अधिकांशत Lr की वैल्यू हम ऐसी लेते हैं जो 01 dB से लगभग 05 dB तक वह हो सकती है तोइन चेबीशेव बहूपदीय को कैसे आसान बनाते हैं असल में यह एक आसान संस्करण है जिसको अगर कहेंइसमेंकोसाइन वेरिएशन अथवा कॉस हाइपरबॉलिक वेरिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है तो देखते हैं कि यह बहुत आसान चीज क्या है C0 एक के बराबर है तोयह C0 की वैल्यू है इसके बाद Cn क्या है जो कि 1 के बराबर है जिसको एक सामान्य पद के अनुरूप ले रहे हैं इसके बाद अंतिम पद और फिर देखते हैं यहां दूसरे पैरामीटर कैसे है तो C1 यहां x क्या है x यहां इस विशेष पद के द्वारा परिभाषित किया है याद रखना यह सरलीकरण ω तथा ωc की एक समान वैल्यू के लिए है तो जब ω और ωc हैयह पद 1 के बराबर होगा तो आप कह सकते हैं x 1 के बराबर है तो अब हम जानते हैं कि C0 क्या है जोकि 1 है हम C1 का प्रयोग कर सकते हैं जो कुछ भी नहीं है बल्कि x के बराबर है और इसके बाद बाकीसभी Cn पैरामीटर इस विशेष समीकरण के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं मैं इसे आप लोगों के लिए आसान बना दूंगा माना कि हम nकी वैल्यू 2 के लिए पता करना चाहते हैं माना कि हम पता करना चाहते है कि C2 क्या है तो n की वैल्यू 2 के बराबर लेते हैं और देखते है कि वह क्या होगायह 2 में 2 से ना करके 1 C1 से घटाना होगा तो C1C1 क्या है x के बराबर है तो यह पद बनेगा 2 x माइनस Cn माइनस 2 और 2 में से 2 घटाने पर जीरो होगा तोवह एक के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि C2और कुछ नहींबल्कि 2x 1है इसके बाद जब हम C3वह पता करना चाहते हैं अब C3 के लिए क्या करते हैं यह 2 होगा और यह 1 होगा और मैंने अभी बताया C2 की गणना कैसे करते हैं तो यह एक तरीका है जिससे सभी Cn पैरामीटर को प्राप्त कर सकते हैं अब इस विशेष मामले में फिर सेजब आप g पैरामीटर पता करना चाहते हैं अब यह उतना आसान नहीं है जितना मैक्समलीफ्लैट के लिए g पैरामीटर प्राप्त करना था यहांg पैरामीटर को प्राप्त करने के लिए और भी कई पदों की जरूरत पड़ेगी तो अब देखते हैं यहां यह पद क्या है तो g1 समीकरणइस प्रकार दिया जाता है g1a1F2 तो a1क्या है यहां से आप देख सकते हैंआप यहां से a1की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं F2 क्या है